तो फिर से हम वापस आते है तो इसलिए हम Ia0Ib0Ic0In0 लिख सकते है यह समीकरण 30 है क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर भी वहाँ है यह यहाँ दिखाया गया है आप देखिए मैंने एक बिंदु के साथ एक हरा वृत बनाया है इसे यहाँ दिखाया गया है लेकिन Ia0Ib0Ic0 इसलिए हमें In 3Ia0 मिलता है यह समीकरण 31 है अब हमने उस इंडक्टेंस चीज़ का अध्ययन किया है तो उस विषय में आप उस अध्याय में समीकरण 46 में जाते है तो उसी समीकरण 46 को इंडक्टेंस अध्याय से पुन लिख रहा हूँ तो यह जीरो सीक्वेंस धारा के कारण आपके कंडक्टर का एक फ्लक्स लिंकेज है ठीक इसका मतलब है a02×10 7Ia0 ln 1r ln 1D Ic0 ln 1D In ln 1Dn यह समीकरण 32 है समीकरण 46 से केवल यही समीकरण हम यहाँ लागू कर रहे है चूँकि Ia0Ib0Ic0 और In 3Ia0 यहाँ हमने समीकरण 31 देखें है तो अब आप इन सभी चीजों को यहाँ रखते है यदि आप ऐसा करते है तो आपको a02×10 7Ia0 ln Dn3rD2 Wb Tm प्राप्त होगी क्योंकि आपने ट्रांसमिशन लाइन का केवल 1 मीटर लंबाई को लिया है तो यह समीकरण 33 है अब चूँकि L00Ia002 ln Dn3rD2 mHKm इंडक्टेंस अध्याय के लिए आपने कई बार इस लैम्ब्डा को देखा है तोL002 ln DrDn3D3 mHKm02 ln Dr 02 ln Dn3D3 mHKm अब यह वाला आप L002 ln Dr 302 ln DnD mHKm लिख सकते है यह समीकरण 34 है इसका मतलब है कि समीकरण 34 का पहला पद पॉजिटिव सीक्वेंस इंडक्टेंस X1 है और यह दूसरा पद यह 02 ln DnD है इसे Xn के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि आप इसे ग्राउंड रिएक्टेंस या न्यूट्रल रिएक्टेंस के रूप में भी परिभाषित कर सकते है इसलिए इसका मतलब है यह X0X13Xn है तो इसका मतलब है यह वाला हम इसे इंडक्टेंस बना सकते है तो इसे ओमेगा गुणा रिएक्टेंस में परिवर्तित किया जा सकता है इसे भी ओमेगा से गुणा किया जा सकता है इसका मतलब है आपका X0 जो कि जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है X0X13Xn में बनाया जा सकता है तो यह Xn आपका L1 और यह Ln के बराबर है तो यह मूल रूप से L13 Ln है जो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन यह साधारण चीज है समझ में आ जाएगी और यदि आप दोनों ओर ओमेगा से गुणा करेंगे तो यह आपका L1 होगा जो कि आपका jX1 है और यह 3Ln3 Xn के साथ है तो यह 3 Xn होगा तो X0X13Xn यह समीकरण 35 है इसका मतलब है आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस प्रति बाधा एक ही है जो कि Z1Z2 है यहाँ वास्तव में हम Z0Z13Zn भी लिख सकते है इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और जीरो सीक्वेंस के लिए हम देख सकते है कि चीजें अलग है तो यह समीकरण 35 है अब सिंक्रोनस मशीन के सिंक्रोनस प्रति बाधा के सीक्वेंस प्रति बाधा तो इस सिंक्रोनस मशीन के स्थिति में जिसे यह सममित वाइंडिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसे आप जानते है और यह पॉजिटिव सीक्वेंस के इएमएफ को केवल प्रेरित करती है पॉजिटिव सीक्वेंस जेनरेटर प्रति बाधा का मान पाया जाता है जब पॉजिटिव सीक्वेंस धारा वोल्टेज के लगाए गए पॉजिटिव सीक्वेंस सेट के कारण प्रवाहित होती है ठीक यह भी आप के लिए ज्ञात है तोआर्मेचर प्रतिरोध की उपेक्षा करना है क्योंकि ra बहुत छोटा है तो आप इसे उपेक्षा कर सकते है मशीन की पॉजिटिव सीक्वेंस प्रति बाधा आप पर निर्भर करता है इसका मतलब है सिंक्रोनस मशीन वास्तव में सममितीय वाइंडिंग के साथ डिज़ाइन की गई है और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस के इएमएफ को प्रेरित करती है इसलिए पॉजिटिव सीक्वेंस जेनरेटर प्रति बाधा का मान पाया जाता है जब पॉजिटिव सीक्वेंस धारा वोल्टेज के लगाए गए पॉजिटिव सीक्वेंस सेट के कारण प्रवाहित होती है तो आर्मेचर प्रतिरोध की उपेक्षा मशीन के पॉजिटिव सीक्वेंस प्रति बाधा आपकी आवश्यकता के अनुसार Z1jXd है उप ट्रांजिएंट की स्थिति में यह समीकरण 36 है Z1jXd है ट्रांजिएंट की स्थिति में यह समीकरण 37 है और Z1jXd है स्टीडी स्टेट के स्थिति में यह समीकरण 38 है इसलिए आपके समस्या कथन के आधार पर जो कुछ भी पूछा जाएगा उसके अनुसार मानों को लेते है तो नेगेटिव सीक्वेंस के प्रवाह के साथ स्टेटर में धारा एयर गैप में कुल फ्लक्स रोटर के विपरीत दिशा में घूमता है स्टेटर में इस नेगेटिव सीक्वेंस धारा के कारण एयर गैप में कुल फलक्स रोटर के विपरीत दिशा में घूमता है इसका मतलब है कुल फ्लक्स रोटर की सिंक्रोनस गति से दोगुना घूमता है यह आपकी विद्युत मशीनों से भी जाना जाता है तो इस स्थिति में फील्ड वाइंडिंग का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि फील्ड वोल्टेज वास्तव में पॉजिटिव सीक्वेंस चर के साथ जुड़ा हुआ है और केवल डैम्पर वाइंडिंग क्वाडरेचर अक्ष में एक प्रभाव पैदा करता है इसलिए नेगेटिव सीक्वेंस प्रति बाधा पॉजिटिव सीक्वेंस के सब ट्रांजिएंट प्रति बाधा के बहुत करीब है उदाहरण के लिए Z2jXd यह समीकरण 39 है जिसका अर्थ है कि फील्ड वाइंडिंग का भी कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि फील्ड वोल्टेज पॉजिटिव सीक्वेंस चर के साथ जुड़ा हुआ है और केवल डैम्पर वाइंडिंग क्वाडरेचर अक्ष में एक प्रभाव पैदा करता है तो इसलिए नेगेटिव सीक्वेंस प्रति बाधा पॉजिटिव सीक्वेंस सब ट्रांजिएंट प्रति बाधा के बहुत करीब है जो कि Z2≈jXd है मतलब सिंक्रोनस मशीन के लिए नेगेटिव सीक्वेंस प्रति बाधा है और एक सिंक्रोनस मशीन में वास्तव में कोई जीरो सीक्वेंस वोल्टेज प्रेरित नहीं है तो मशीन के जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा जीरो सीक्वेंस धारा के प्रवाह के कारण है जीरो सीक्वेंस धारा का प्रवाह तीन एमएमएफ बनाता है जो समय फेज में होते है लेकिन 120 डिग्री द्वारा स्पेस फेज में वितरित किए जाते है इसका मतलब है परिणाम जीरो है ठीक तो मैं इसे दोहराता हूँ कि एक सिंक्रोनस मशीन में वास्तव में कोई जीरो सीक्वेंस वोल्टेज प्रेरित नहीं होता है और मशीन का जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा जीरो सीक्वेंस धारा के प्रवाह के कारण होता है जीरो सीक्वेंस धारा का प्रवाह तीन एमएमएफ बनाता है जो समय के फेज में है लेकिन स्पेस फेज में 120 डिग्री से वितरित किए जाते है इसका मतलब है परिणामी एयर गैप फ्लक्स जीरो होगा और आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण कोई रिएक्टेंस नहीं है इसलिए मशीन केवल अपने लीकेज फ्लक्स के कारण एक बहुत छोटी रिएक्टेंस प्रदान करती है इसलिए रोटर वाइंडिंग्स में जीरो सीक्वेंस धारा के प्रवाह के लिए केवल लीकेज रिएक्टेंस होता है और यह Z0jXl है यह समीकरण 40 है तो यह जीरो सीक्वेंस है मशीन के अपने प्रति बाधा कुछ भी नहीं है लेकिन लीकेज रिएक्टेंस jXl है और आपके नेगेटिव सीक्वेंस लगभग jXd होगा लगभग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और निश्चित रूप से पॉजिटिव सीक्वेंस यह निर्भर करता है आपकी सब ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट या स्टीडी स्टेट की आवश्यकता के अनुसार तो अब हमे ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मशीन के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस की प्रति बाधा देखनी है अब इसे देखें लोडेड सिंक्रोनस मशीन के सीक्वेंस नेटवर्क को देखें क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है ये आवश्यक है तो चित्र 3 मैं उस पर आऊंगा तो एक प्रति बाधा Zn के माध्यम से न्यूट्रल ग्राउंडेड के साथ सिंक्रोनस मशीन आपके संतुलित 3 फेज लोड की आपूर्ति कर रही है तो यह है आपका 3 फेज सिंक्रोनस मशीन जो संतुलित 3 फेज लोड की आपूर्ति कर रही है और यह लोड जुड़ा हुआ है लेकिन नहीं दिखाया गया है ठीक तो यह आपका सिंक्रोनस Zs है सभी रिएक्टेंस मशीन के लिए दी गई है और यह आपका न्यूट्रल उस प्रति बाधा Zn के माध्यम जुड़ा हुआ है जिसे लिया गया है और यह फेज वोल्टेज Va Vb और Vc है और धारा IaIb और Ic है और ये आपके परिमाण में बराबर है यह वास्तव में Ea Eb Ec संतुलित है लेकिन उन्हें एक दूसरे से 180 डिग्री से अलग किया जाता है इसलिए सिंक्रोनस मशीन के संतुलित 3 फेज को फेजरस के एक पॉजिटिव सीक्वेंस सेट के रूप में दर्शाया गया है जो कि Ea है जो पहले जैसे ही है केवल यहाँ यह V के बदले EaEaEbβEaEc2Ea है यह समीकरण 41 है अब चित्र 3 से मेरा मतलब इस समीकरण से है आप Ea Eb और Va Vb और Vc के लिए समीकरण लिख सकते है प्रत्येक फेज में आप इस समीकरण को लिख सकते है आप इस चीज़ से KVL का उपयोग करते है तो आप VaEa ZsIa ZnIn लिख सकते है VbEb ZsIb ZnIn और VcEc ZsIc ZnIn लिख सकते है इसका मतलब यदि आप KVL का उपयोग करते है तो आप यह तीन समीकरण प्राप्त करोगें यह वास्तव में समीकरण 42 है अब एक और चीज यह है कि यह धारा In इस दिशा में प्रवेश कर रहा है जिस प्रकार से आपने इस दिशा को लिया है यह Ia है यह Ia इस टर्मिनल को यहाँ से छोड़ रही है यहाँ Ia है यह Ib Ic है तो InIaIbIc है इसका मतलब यह भी न्यूट्रल धारा InIaIbIc है अब समीकरण 42 और 43 का उपयोग कर रहे है तो यह आपके समीकरण 42 है और यह In बराबर आप यहाँ प्रति स्थापित करते है यहाँ से InIaIbIc आप समीकरण 42 में प्रति स्थापित करते है यदि आप ऐसा करते है तो आपको इस रूप में Va Vb Vc Ea Eb Ec ZsZn Zn Zn Zn ZsZn Zn Zn Zn ZsZn Ia Ib Ic मिलेगा यह समीकरण 44 है और या सघन रूप में यदि आप लिखते है तो VpEp ZpIp इस तरह से आप सघन रूप में लिखते है बाद में हम VpVa Vb Vc Tको परिभाषित करते है तो इसका मतलब है कि मतलब है कि IpIa Ib Ic TEpEa Eb Ec Tऔर ZpZsZn Zn Zn Zn ZsZn Zn Zn Zn ZsZn और समीकरण 12 का उपयोग करके मैं फिर से समीकरण 12 नहीं दिखा रहा हूँ यह हमे ज्ञात है अब VpAVs तो इसी तरह से आप EpAEs लिख सकते है उसी तरह हम लिख रहे है और इसी तरह हम IpAIs लिख सकते है यह समीकरण 47 है और यह समीकरण आपका 48 है इसका मतलब VsVa1 Va2 Va0 T EsEa1 Ea2 Ea0 Tऔर IsIa1 Ia2 Ia0 Tऔर A1 1 1 2 1 2 1 मैट्रिक्स हम यह भी जानते है हम पहले ही परिभाषित कर चुके है तो अब आप समीकरण 46 से Vp Epऔर Ip की अभिव्यक्ति को प्रति स्थापित करते है समीकरण 45 में क्रमशः समीकरण 46 47 और 48 मतलब इस समीकरण में जो कुछ भी परिभाषित किया गया है आप समीकरण 46 47 और 48 से हर चीज को प्रति स्थापित करते है तब आपको A VsAEs ZpAIs मिलेगा यह समीकरण 49 है और यह समीकरण 49 को आप दोनों तरफ से A 1 से गुणा करें तब फिर आपको VsEs A 1ZpA Is प्राप्त होगी यह समीकरण 50 है फिर VsEs ZsIs यह समीकरण 51 है जहाँ ZsA 1ZpA है तो ZsA 1ZpA और यह A 1 पहले से ही हमने परिभाषित किया है और यह आपका Zp मैट्रिक्स है और यह आपका A मैट्रिक्स है Zs131 2 1 2 1 1 1 ZsZn Zn Zn Zn ZsZn Zn Zn Zn ZsZn 1 1 1 2 1 2 1 यदि आप इन सभी को गुणा करते है तो आपको ZsZs 0 0 0 Zs 0 0 0 Zs3Zn प्राप्त होगा इसका मतलब है इस समीकरण से VsEs ZsIs इसलिए Va1 Va2 Va0 Ea1 Ea2 Ea0 Zs 0 0 0 Zs 0 0 0 Zs3Zn Ia1 Ia2 Ia0 यह समीकरण 53 है तो इस टिप्पणी से Ea1Ea Ea2Ea00 क्योंकि Va1 Va2 Va0 Ea 0 0 Zs 0 0 0 Zs 0 0 0 Zs3Zn Ia1 Ia2 Ia0 ठीक इसका मतलब Va1Ea Z1Ia1 है यह समीकरण 55 है Va2 Z2Ia2 है यह समीकरण 56 है और Va0 Z0Ia0 यह समीकरण 57 है जहाँ Z1ZsZ2ZsZ0Zs3Zn है तो सिंक्रोनस मशीन के पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को चित्र 4 में दिखाया गया है इसका मतलब है सिंक्रोनस मशीन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क यह कुछ ऐसा है ये एक दूसरे से स्वतंत्र है तो यह आपके पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए है यह वोल्टेज Ea Z1Ia1 है नेगेटिव सीक्वेंस या जीरो सीक्वेंस उनके पास कोई वोल्टेज स्रोत नहीं है तो यह Z2Ia2 है और यह Z0 है धारा I0 है यह Va1 Va2 Va0 है तो यह a एक पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है b नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है और c जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है सिंक्रोनस मशीन के लिए ठीक अब ऊपर के व्युत्पत्ति से हम कुछ अवलोकन कर सकते है पहला यह है कि 3 सीक्वेंस नेटवर्क स्वतंत्र है ये 3 नेटवर्क स्वतंत्र है कोई जुड़ाव नहीं है सिस्टम का न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए रेफ़रेंस है इसका मतलब है पॉजिटिव के लिए यह रेफ़रेंस है तो सिंक्रोनस मशीन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए उसका न्यूट्रल वास्तव में रेफ़रेंस है जबकि आपके जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए ग्राउंड रेफ़रेंस है इसका मतलब है सिस्टम का न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए रेफ़रेंस है लेकिन ग्राउंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए रेफ़रेंस है संख्या 3 नेगेटिव या जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में कोई वोल्टेज स्रोत नहीं है केवल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में एक वोल्टेज स्रोत है और संख्या 4 ग्राउंडिंग प्रति बाधा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में 3 Zn के रूप में परिलक्षित होती है हालाँकि जब हम आरेख को बना रहे है तो यह Zn है लेकिन ग्राउंडिंग प्रति बाधा वास्तव में जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में 3 Zn के रूप में परिलक्षित होता है अब यह देखें यह सिंक्रोनस मशीन के लिए हैपॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस अब अगला है ट्रांसफार्मर का सीक्वेंस प्रति बाधा तो ट्रांसफार्मर वास्तव में एक स्थिर युक्ति है तो ट्रांसफार्मर में कोई घूर्णन भाग नहीं है तो कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग धारा रेटेड मान के 1 प्रतिशत के क्रम में होती है और इसीलिए मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की उपेक्षा की जाती है इसलिए जब आप ट्रांसफॉर्मर के सीक्वेंस प्रति बाधा को ज्ञात करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच उपेक्षित हो जाएगी तो वास्तव में ट्रांसफार्मर को समतुल्य सीरिज़ लीकेज प्रति बाधा के साथ मॉडलिंग की गई है तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है और यदि फेज सीक्वेंस को बदल दिया जाता है तो लीकेज प्रति बाधा नहीं बदलेगी क्योंकि यह एक स्थिर युक्ति है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा बराबर होते है और ट्रांसफार्मर के लीकेज प्रति बाधा के बराबर है इसका मतलब हैZ1Z2Z0Zl इसलिए जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा के लिए समतुल्य परिपथ वाइंडिंग कनेक्शन पर निर्भर करता है और यह भी कि क्या न्यूट्रल ग्राउंडेड है या नहीं इसका मतलब है स्टार डेल्टा ठीक वाइंडिंग कनेक्शन के लिए जीरो सीक्वेंस का अर्थ है स्टार डेल्टा और यह भी कि क्या न्यूट्रल ग्राउंडेड है या नहीं इसके आधार पर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आता है तो सवाल यह है कि यह 2 3 या 4 चीजें है जो आपके फॉल्ट अध्ययन के लिए विशेष रूप से आपके जीरो सीक्वेंस आरेख के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए आपको पता है कि यह वोल्टेज स्रोत में होगा और सभी पैरामीटर सामान्यतः सामान होंगे नेगेटिव सीक्वेंस के लिए कोई वोल्टेज स्रोत नहीं होगा लेकिन अन्य सभी पैरामीटर वहाँ होंगे लेकिन जीरो सीक्वेंस आरेख के लिए वास्तव में आपको यह समझना होगा कि कोई कैसे खींच सकता है और कोई कैसे चीजों का सही तरीके से विश्लेषण कर सकता है यह जीरो सीक्वेंस आरेख छात्र के दृष्टिकोण से वास्तव में उनके लिए भ्रम उत्पन्न करती है तो ट्रांसफार्मर के स्थिति में उदाहरण के लिए आप स्टार स्टार ट्रांसफार्मर पर विचार करें यह दोनों तरफ से ग्राउंडेड है यह स्टार स्टार कनेक्शन है देखें दोनों न्यूट्रल ग्राउंडेड है और प्राथमिक और द्वितीय में प्रवाह करने के लिए जीरो सीक्वेंस धारा के लिए एक रास्ता है क्योंकि दोनों ग्राउंडेड है तो जीरो सीक्वेंस धारा के प्रवाह के लिए रास्ता होगा तो चित्र 5 फिर से समतुल्य जीरो सीक्वेंस परिपथ कनेक्शन देता है अब यह स्टार स्टार है तो यह a b c है इस तरह से मैंने खींचा है यह abc है मैंने खींचा है सवाल यह है कि आपका यह ग्राउंडेड है यह भी ग्राउंडेड है दोनों ही ग्राउंडेड है यह भी ग्राउंडेड है यह भी ग्राउंडेड है इसका मतलब है यह ग्राउंड आपके द्वारा लिया गया रेफ़रेंस है और जैसा कि दोनों ग्राउंडेड है तो जीरो सीक्वेंस धारा के प्रवाह के लिए एक रास्ता है तो यह a है और यह a है और यह जो कुछ भी आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा वही है जो आपका लीकेज प्रति बाधा है जो कि आपका Z1 है तो यह a और a है और यह रेफ़रेंस के रूप में एक ग्राउंड है तो यह स्टार स्टार कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर के लिए एक जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है लेकिन दोनों स्टार ग्राउंडेड है अब अगली चीज यह है इस बात को आपको समझना है अन्यथा फॉल्ट समस्या को हल करना मुश्किल है और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए भी मुश्किल है तो अगला एक बार फिर से स्टार स्टार है लेकिन यह प्राथमिक भाग ग्राउंडेड है लेकिन द्वितीय भाग ग्राउंड नहीं है तो यह कनेक्शन है तो इस स्थिति में यह आपका स्टार है यह भाग ग्राउंड है प्राथमिक भाग ग्राउंड है यह भाग नही है इसका मतलब है कि प्राथमिक न्यूट्रल ग्राउंडेड है लेकिन द्वितीय न्यूट्रल ग्राउंडेड नही है यह अलग है मतलब द्वितीय न्यूट्रल अलग है इसका मतलब है द्वितीय में जीरो सीक्वेंस धारा 0 है क्योंकि यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है कि द्वितीय भाग से जीरो सीक्वेंस धारा का प्रवाह होगा तो यह आरेख यह होगा लेकिन यह ऐसा खुला रहेगा क्योंकि द्वितीय भाग में जीरो सीक्वेंस धारा का कोई प्रवाह नहीं हो सकता है तो यह है लेकिन यधपि यह भाग ग्राउंडेड है लेकिन यह भाग ग्राउंड नही है तो कोई द्वितीय जीरो सीक्वेंस धारा का प्रवाह नहीं है तो इसीलिए यह खुला रहेगा लेकिन इस रेफ़रेंस रेखा को आपको दिखाना है मेरे पास यह भाग है ठीक